कोणिक सेक्शन IV सभी को नमस्कार इंजीनियरिंग ड्राइंग पर हमारे एनपीटीईएल ऑनलाइन प्रमाणन पाठ्यक्रमों में आपका स्वागत है मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग IIT खड़गपुर से राजाराम लखराजु हूँ हम कॉनिक अनुभागों पर मॉड्यूल संख्या 2 व्याख्यान 12 में हैं हम जो अब तक देखा है उसको एक बार फिर से दोराह लेते है यदि हम एक राइट सर्कुलर कोन को क्षितिज के साथ कटे तो हमे सर्किल किसी इंक्लिनेड पर काटने पर एलिप्स प्राप्त होता है यदि एक समानांतर तिरछा काट अनुभाग यदि हम इसे एक हाइपरबोला और किसी भी अन्य अनुभाग का निर्माण करने के लिए ले रहे हैं तो यह हाइपरबोला बनाता है अब आज के व्याख्यान में हम देखेंगे कि ज्यामितीय एलिप्स साधनों का निर्माण कैसे करें सिद्धांत रूप में चार तरीके उपलब्ध हैं फ़ोकस डायरेक्ट्रिक्स विधि दूसरा कंसेंट्रिक सर्कल विधि तीसरा है ओबलोंग विधि और चौथा सर्कल पद्धति आर्क है पहली विधि फ़ोकस और डायरेक्ट्रिक्स विधि के लिए हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स एसेंटेरिसिटी और फ़ोकस के बारे में एक परिभाषा है आइए हम यहां इस शब्दावली को देखें उदाहरण के लिए हम एक एलिप्स लेते हैं इस एलिप्स में एक केंद्र बिंदु होता है जिसे हम फोकस कहते हैं आमतौर पर एक एलिप्स के लिए हमेशा 2 फोकस होना चाहिए उदाहरण के लिए 2 फोकस में से एक यहाँ दूसरा यहाँ हो सकता है साधारण मामले के लिए हम केवल एक फोकस दिखा रहे हैं इसके अलावा एक लाइन है जिसे हम डायरेक्ट्रिक्स लाइन कहते हैं इस डायरेक्ट्रिक्स लाइन के बारे में एक एलिप्स पैराबोला या एक हाइपरबोला बनाने की स्थिति में होगा आमतौर पर किसी भी वक्र के लिए चाहे वह एलिप्स पैराबोला हो या डायरेक्ट्रिक्स फोकस से बिंदु पर वक्र तक उस बिंदु से फोकस की दूरी क्या है और उस बिंदु से डायरेक्ट्रिक्स की दूरी क्या है यह अनुपात एक अनोखी चीज बनाता है इस अनुपात के आधार पर वक्र और वक्र के बिंदु को क्षैतिज गति को निर्देशित करने के लिए केंद्रित किया जाता है यदि यह एक विशेष इकाई बनाता है उदाहरण के लिए 1 से कम हमें एक प्रकार का वक्र मिलता है यदि यह 1 के बराबर है तो हमें एक प्रकार का वक्र मिलता है यदि यह 1 से अधिक है तो हमें एक और प्रकार का वक्र प्राप्त होता है इसके अलावा हम उस अनुपात को एसेंटेरिसिटी कहते हैं तो एसेंटेरिसिटी को फोकस से एक बिंदु की दूरी के रूप में परिभाषित किया गया है उदाहरण के लिए यदि यह उस बिंदु पर एक एलिप्स है यदि यह इस बिंदु से उस बिंदु की दूरी के लिए एक पैराबोला है तो उस बिंदु के लिए डायरेक्ट्रिक्स से दूरी द्वारा ध्यान केंद्रित करने के लिए वहां से दूरी तो अगर यह उस विशेष बिंदु से उस सीधी रेखा की ओर है जिसे हम इस हर बुला रहे हैं जो एक अद्वितीय अनुपात एसेंटेरिसिटी बनाता है यह एसेंटेरिसिटी और डायरेक्ट्रिक्स फोकस मैट्रिक्स विधि का उपयोग करके एक एलिप्स या पैराबोला या हाइपरबोला के निर्माण की मुख्य बातें हैं यदि एसेंटेरिसिटी 1 से कम है तो हमें एक एलिप्स प्राप्त होता है यदि यह 1 के बराबर है तो हमें एक पेराबोला मिलता है अर्थात इस पेराबोला पर फ़ोकस से बिंदु की दूरी इस दिशा तक कि वे समान हैं क्योंकि अनुपात 1 है इस तरह की वक्र जिसे हम पेराबोला कहते हैं यदि वह एसेंटेरिसिटी 1 से अधिक है तो हमें हाइपरबोला मिलता है सबसे पहले आइए हम इस फोकस डाइरेक्टर विधि पर ध्यान केंद्रित करें इस मामले में डायरेक्ट्रिक्स से फोकस की दूरी डायरेक्ट्री से फोकस की दूरी द्वारा दी जाएगी इसलिए एक डाइरेक्स और शायद एक मनमाना वक्र पर इसका फोकस होता है इसलिए डायरेक्ट्रिक्स से दूरी फ़ोकस को दी जाएगी और यह किस तरह की एसेंटेरिसिटी होगी क्या यह 1 से कम 1 से अधिक होगा यदि मामला एक मनमाना वक्र का है उदाहरण के लिए यहां एक एलिप्स में 075 अंश है 1 से कम किसी भी एसेंटेरिसिटी से हमें यह एलिप्स प्राप्त होगा और निर्देशांक से फोकस की दूरी 70 मिमी है यदि ऐसा है तो एलिप्स का निर्माण होता है इसलिए इस डाइरेक्टर फोकस विधि का उपयोग करते हुए सबसे पहले हम इस डायरेक्ट्री को आकर्षित करेंगे हम डायरेक्ट्री से उस फोकल पॉइंट तक लाइन सी की तरह कुछ निर्माण करने जा रहे हैं हम इसे 70 मिमी लगाएंगे जियोमेट्रिक कंस्ट्रक्शन करेंगे फिर पेचीदा रेखाएँ खींचेंगे और वर्टिकल लाइन हॉरिज़ॉन्टल लाइन्स इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स का निर्माण करेंगे फिर इस गैप को भरने के लिए प्रक्रिया का पालन करें एक एलिप्स की तरह हम कदम से कदम मिला कर देखेंगे हमें किन चरणों का अनुसरण करना है वह सब मैं इस चित्र के माध्यम से यहां पर आपको दिखा रहा हूं मेरे बाई तरफ आपको सभी चरण अंकित नजर आएंगे सबसे पहले हम एकAB डायरेक्ट्रिक्स का निर्माण करेंगे जिस लंबवत रेखा का हम निर्माण कर रहे हैं उसका नाम AB है I तो बिंदु C पर कहीं पर एक रेखा का निर्माण करें और उसका नाम CC' रखें ऐसा करने के बाद इस रेखा पर एक बिंदु F बनाएं हम पहले ही AB और CC' का निर्माण कर चुके हैं अब बिंदु F का निर्माण करें इस प्रकार की 70 mm यह दूर हो I एक बार ऐसा होने पर CF को विभाजित करें हमें C से F बिंदु तक इसे सात भागों में बराबर विभाजित करना है ऐसा एसेंटेरिसिटी के कारण है I तो वक्र पर किसी भी बिंदु पर केंद्र बिंदु क्योंकि यदि यह वक्र इस बिंदु B से होकर गुजरता है तो यहां पर फोकल बिंदु V से F तक 3 यूनिट और C से F 4 यूनिट होगी तो C से F की कुल दूरी 7 भाग होगी इसलिए 3 बाय 4 यूनिट हम निर्माण करने जा रहे हैं तो पूर्ण CF को 7 बराबर भागों में विभाजित करें और एक बार जब हम विभाजित करते हैं कि चौथे मंडल में V को चिह्नित करते हैं तो V की 4 इकाई दूरी होगी तो यह कि एसेंटेरिसिटी उसके बाद तीन चौथाई होगी V पर लंबवत VB VF के बराबर है तो हम पहले से ही उस वक्र पर बिंदु V स्थित हैं तो वहाँ एक मिनी ड्राफ्टर से एक लंब रेखा खींचना है तो यह बिंदु V कहीं बिंदु B है जैसे कि V B V F के समान है इसलिए V को हम F से जानते हैं हम उस लंबवत रेखा पर जानते हैं कि यह दूरी V F समान दूरी है जो इसे B नाम देती है फिर B बिंदु C बिंदु से जुड़ते हैं इसलिए एक बार जब हम पता लगा लेते हैं कि यह बिंदु इसमें शामिल हो गया है हम पहले से ही इस F बिंदु फोकस को 45 ° पर रेखा खींचते हैं तो F बिंदु के माध्यम से CB को पूरा करने के लिए 45 ° पर रेखा खींचें इसलिए पहले से ही हमने C बिंदु और B बिंदु को नोट कर लिया है जिसे हमने बढ़ाया है फिर F से 45 ° की रेखा के साथ हमें इसका निर्माण स्पर्शरेखा से मिलने के लिए होता है इसलिए यह कोण 45 ° है इसलिए हमारे पास एक इंटरसेक्शन बिंदु है जो हमें उस बिंदु को D कहते हैं D से C पर DV' लंबवत रेखा बनाओ तो यह इंटरसेक्शन बिंदु है इसलिए अपने मिनी ड्राफ्टर का उपयोग करके एक लंबवत रेखा का निर्माण करें इसे V नाम दें एक तरफ हमारे पास V है दूसरी तरफ V' है तो DV' CC' पर यह लाइन है DV लाइन यह है इसलिए हमने V की पहचान की है अब हमें VV' के मध्य बिंदु पर O को चिह्नित करना होगा तो V एक छोर है इस एलिप्स के लिए एक और अंत है VV हम जानते हैं कि लंबवत द्विभाजक कैसे बनता है इसलिए VV' के लिए आर्क्स निर्माण का उपयोग करके इसे छोड़ दें तो उस लंबवत द्विभाजक O हम जानने के लिए एक हिस्से में होंगे फिर VB पर कुछ बिंदुओं 1 2 3 को चिह्नित करें तो ये विभिन्न प्रकार की लंबाई पर हो सकते हैं पहले से ही हमने इस CV और VF को विभाजित किया है तो पहले से ही हमने CV और VF जैसे कुछ विभाजन किए हैं इसलिए 1 2 3 बिंदुओं को हम पहले से ही जानते हैं इसी तरह से कुछ अन्य बिंदुओं को उस V B लाइन पर कहीं और 4 यहाँ कहीं 5 तो कहीं 6 और 7 तो ये मनमाने बिंदु हैं एक बार जब हम यह जान लेते हैं कि हम क्या कर सकते हैं तो C और D के माध्यम से लंबवत बनाना हैं इस 1 बिंदु के माध्यम से 2 बिंदु 3 बिंदु 4 5 6 और इसी तरह लंबवत बनाना हैं ताकि वे कर्व्स को काट दें पहले 1 2 3 और इसी तरह 6 इसी तरह O के माध्यम से एक लंब रेखा भी बनाएं अब F के रूप में केंद्र और त्रिज्या 2 2 के साथ और F के रूप में केंद्र और त्रिज्या 1 1 के साथ तो 1 से 1 जो भी त्रिज्या उस लंबाई को F से उठाता है क्योंकि केंद्र लंबवत पर दो चाप काटता है इसलिए लंबवत रेखा जिसे हम पहले से ही 1 1 पर जानते हैं इसलिए केंद्र F से एक चाप बनाएं बिंदु P 1 का पता लगाने के लिए इसलिए F को केंद्र के रूप में उपयोग करें जो भी दूरी 1 1' को काटता है ताकि जहां यह इस लंब रेखा को पार करने जा रहा है जो कि P 1 बिंदु के रूप में चिह्नित करता है उसी तरह अन्य बिंदुओं को P 1 के रूप में चिह्नित करें इसलिए एक बार जब हम जानते हैं ये P1 और P 1' अंक हैं जिसके माध्यम से एलिप्स पहले से ही गुजर रहा है तो हम पहले से ही जानते हैं कि F P 1 P 1 उस वक्र से जुड़ते हैं ताकि एक एलिप्स का निर्माण शुरू हो जाए इसी तरह हम F के साथ केंद्र और त्रिज्या 2 2 के रूप में कर सकते हैं इसलिए एक बार जब हम F कट से 2 2 की दूरी बनाते हैं तो P 2 बिंदु P 2 चाप तक हम निर्माण करने की स्थिति में होंगे इसी तरह F से 3 3 एक चाप बनाते हैं जिससे यह लंब रेखाओं को पार करने जा रहा है और वहां से हम यह पता लगाने की स्थिति में होंगे कि यह एलिप्स कैसे स्थानांतरित होने जा रहा है इसलिए एक बार जब हम इस पूरी प्रक्रिया के साथ हो जाते हैं तो इस V बिंदु P 1 P 2 P 4 और इसी तरह से गुजरने वाली इस एक चिकनी वक्र से हम एक एलिप्स का निर्माण करने की स्थिति में होंगे ऐसा करने के बाद हम इस एलिप्स को समाप्त कर देंगे यदि कोई स्पर्शरेखा को सामान्य बनाने में रुचि रखता है तो हम अगली कक्षा में देखेंगे कि इस सामान्य और स्पर्शरेखा का निर्माण कैसे किया जाता है हमें अपनी ड्राइंग शीट पर कदम से कदम मिलाते हुए इसका निर्माण करना हैं तो सबसे पहले एक डायरेक्ट्रिक्स AB बनाये और जो आयाम का हम अनुसरण करने जा रहे हैं वह इस C बिंदु से फोकस केंद्रित करने वाला है जो माना जाता है कि 70 है और एक्सेंट्रिसिटी रेश्यो 3 से 4 है इसलिए हमें ध्यान देना है कि एक्सेंट्रिसिटी तीन चौथाई है फोकस के लिए डायरेक्ट्रिक्स 70 मिमी पर होना चाहिए इसलिए सबसे पहले एक डायरेक्ट्रिक्स लाइन को एक वर्टिकल डायरेक्ट्रिक्स लाइन बनाये जिसे हम बनाने जा रहे हैं मान लीजिये इस डायरेक्ट्रिक्स का नाम AB है उसके बाद एक CC' लाइन का निर्माण करना है आइए हम CC' का उपयोग इस एक क्षैतिज CC के लिए करते हैं जिसे हम उपयोग करने जा रहे हैं एक क्षैतिज रेखा इसका नाम C है कहीं इसे C अक्ष इसलिए यह यहां C कहीं दिखाई नहीं देता है तो सब से पहले डायरेक्ट्रिक्स AB और CC' बनाये हमने नीचे नोट किया है फिर F को CC' पर चिह्नित करें दूसरा कदम यह है कि हमें CC को चिन्हित करना है कि C F 70 मिमी के बराबर है यह C बिंदु वह F बिंदु है तो हमें अपनी ड्राइंग शीट पर उस 70 मिमी को चिह्नित करना होगा तो यहां 70 मिमी बिंदु का पता लगाएं इसलिए यह फोकस बिंदु है तो C से F के लिए किया गया दूसरा चरण 70 मिमी है अब CF को 7 बराबर भागों में विभाजित करें यह 70 मिमी हमारे लिए इस रेखा को विभाजित करने के लिए काफी आसान है यदि यह 69 मिमी 68 मिमी की तरह कुछ अंश है तो हम पहले ही देख चुके हैं कि इस तिरछी रेखा का उपयोग करके और समान भागों की संख्या में विभाजित कैसे करें इसलिए चूँकि यह 70 मिमी का है इसलिए हमारे लिए पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 बहुत आसान है मार्क V का पता लगाना के लिए C 1st 2nd 3rd 4th से चौथे डिवीजन में की यह दूरी है क्योंकि वक्र इस बिंदु से गुजर रहा है यह तीन इकाइयाँ होंगी यह 4 इकाइयाँ होंगी इसलिए 3 से 4 इकाइयाँ हमें मिलने वाली हैं हम इस बिंदु को V के रूप में चिह्नित करते हैं क्योंकि यह बिंदु V है इसलिए F V से C V 3 में 4 इकाइयाँ होंगी जो 075 हैं तो 3 भाग 3 अंक किया जाता है यदि हम लंबवत V B खींचते हैं तो V F के बराबर होगी तो सबसे पहले इस दूरी को मापें इस V B को इस बिंदु पर स्थानांतरित करें तो 1 2 3 इकाइयाँ को हमें B 1 2 3 इकाइयों के नाम से पुकारें और फिर CB को मिलाये हमें इस CB लाइन को मिलाना है अब F के माध्यम से 45 डिग्री पर रेखा खींचें तो फोकस बिंदु का पता लगाने के लिए हम ऐसा करते है की F से उस बिंदु तक ये दो रेखाएँ यहाँ कहीं इंटेरसेक्ट करने जा रही हैं अब इस मामले में यह बॉक्स के बाहर है हम इसे नीचे खींचते हैं तो यह वहाँ कहीं इंटेरसेक्ट करने जा रहा है इसलिए इन ड्रॉइंग शीट के साथ सावधान रहना होगा तो यह इस बिंदु पर कहीं न कहीं इंटेरसेक्ट करने वाला है एक बार जब हम यह जान लेते हैं कि हम यहां कहीं भी D का पता लगाएंगे तो एक लंबवत चीज़ को छोड़ दें ताकि हम निर्माण करने की स्थिति में होंगे कि वह बिंदु F कहां है और पहले से ही हम VF को V B के बराबर स्थित करते हैं इसलिए यह एक तरह से C से गुजर रहा है B हमने इसे बढ़ाया और फोकस बिंदु F से 45 ° पर एक रेखा जो D पर इंटेरसेक्ट करने जा रही है एक बार जब हमें पता चल जाता है कि यह D बिंदु इंटरसेक्शन बिंदु है D से नीचे एक लंबवत क्षैतिज रेखा पर गिरते है जहां COV' मिलता है तो V इस एलिप्स का एक छोर है V एक एलिप्स का दूसरा छोर है यदि हम एक एलिप्स खींच रहे हैं तो यह इस बिंदु से गुजरता है एक बार जब हम V को जानते हैं और V को हम इंटरसेक्शन बिंदु बना सकते हैं ताकि एक सीधा द्विभाजक O पर मिले तो यह उस एलिप्स 2 का केंद्र है जिसे हमेशा V से F जा रहे हैं और O केंद्र है तो FO फिर से इस नए बिंदु F' के बराबर है जहां एक और फोकस का पता लगा सकता है उसी पर हमारा एक और फोकस है जिसे हम इस बिंदु पर रखने जा रहे हैं तो फोकस बिंदु फिर से उस स्थान पर होगा एक बार जब हमने इन पंक्तियों को परिभाषित किया था तो आइए एक बार इस वक्र के केवल आधे हिस्से को देखें जब हम जानते हैं कि इस वक्र पर अंक 1 2 3 और 4 और 5 प्रकार के अंक मिलते हैं इसलिए इन बिंदुओं को P 1 और P 1 नाम दें इसी तरह केंद्र के रूप में 2 से 2 और F की दूरी पर एक चाप बनाएं तो उस एक को P 2 के रूप में नाम दें इसी तरह यहां से 1 से 2 पंक्ति में एक और चाप बनाएं अगर हम इस रेखा को बढ़ाते है तो यह इस बिंदु पर इंटेरसेक्ट करती है इसलिए यह P 2 है यदि हम विभाजित करने जा रहे हैं तो हम कितने अंकों के आधार पर इन लंबवत रेखाओं को खींचते हैं हमारे पास और भी कई बिंदु हो सकते हैं हमें इस बात को चिन्हित करना है कि फोकस बिंदु से यह दूरी क्या है जो एक चाप बनाती है इसी तरह इस बिंदु से यह लंबवत दूरी क्या है उस लंबवत दूरी का उपयोग करके एक चाप बनाते हैं ताकि हम इन बिंदुओं को चिह्नित करने की स्थिति में होंगे इसलिए यदि हम इस उद्देश्य के लिए फ्री हैंड कर्व करने जा रहे हैं तो एक फ्रेंच कर्व्स का भी उपयोग कर सकते हैं यदि हम एक फ्री हैंड कर्व बना रहे हैं तो यह एक एलिप्स बनाता है जो वहां सभी तरह से ट्रैक करता है और फिर से V 1 बिंदु से गुजरता है और वापस आता है यह जिस तरह से इस एलिप्स का निर्माण करने वाला है इसलिए हमने यहां एलिप्स का हिस्सा बनाया है यदि हम इस प्रक्रिया के साथ चलते हैं तो आखिरकार हम इस एलिप्स का निर्माण करेंगे किसी भी एलिप्स के लिए हम फोकस से एक बिंदु चुनते हैं जो दूरी है आइए हम इस मामले में 3 और बिंदु से डायरेक्ट्रिक्स C तक कहते हैं कि इस मामले में 4 है तो एसेंटेरिसिटी यहाँ 34 यदि यह किसी अन्य कारक जैसा कुछ है तो e 1 से कम हमें एक एलिप्स मिलता है इस मामले में हमने तीन चौथाई का उपयोग किया है कोई आधा जैसा भी उपयोग कर सकता है यदि e आधे तीन चौथाई अनुपात 075 के बराबर है तो यह बनता है तो 1 2 अनुपात का मतलब है कि हमें इसे पहले 3 भागों में बनाना है फिर उस दिशा में 1 भाग में 2 भागों का पता लगाएं फिर उसी प्रक्रिया के साथ हम एक और एलिप्स प्राप्त करेंगे यह वह तरीका है जो किसी भी सामान्य एलिप्स का निर्माण करने के लिए एक हिस्से में होगा अगली कक्षा में हम कन्सेन्ट्रिक सर्किल मेथड और उसके बाद ओब्लॉंग मेथड के बारे में जानेंगे